फोटोवोल्टिक आधारित एप्लीकेशन में बैटरी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और अधिकांश समय बैटरी सिंगल नहीं होती हैं कई बैटरियां हैं और वे या तो सीरीज में या पैरलल में जुड़ी हो सकती हैं सीरीज में जुड़ी बैटरियों का उपयोग टर्मिनल वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किया जाता है और पैरलल में जुड़ी बैटरी का उपयोग टर्मिनल करंट को बढ़ाने के लिए किया जाता है अब हम सीरीज में बैटरी पर विचार करेंगे और देखेंगे कि क्या समस्याएं हैं क्योंकि आप बहुत सारी एप्लीकेशंस फोटोवॉल्टिक आधारित एप्लीकेशंस में सीरीज या पैरलल में जुड़ी हुई बैटरियों को एनकाउंटर करेंगे तो हम कहते हैं कि हमारे पास इस तरह से सीरीज में जुडी बैटरीओं का एक सेट है और टर्मिनलों के एक्रॉस आइए हम कहते हैं कि टर्मिनल वोल्टेज क्या है जब प्रत्येक बैटरी में वोल्टेज VB1 VB2 VBn होते हैं तो n बैटरियां होती हैं और टर्मिनल वोल्टेज VT VB1 VB2 और ऐसे ही VBn तक जाता है अब इस टर्मिनल वोल्टेज पर विचार करें क्या लाभ है यह टर्मिनल वोल्टेज बढ़ गया है इसलिए यदि आप बढ़ा हुआ टर्मिनल वोल्टेज चाहते हैं तो ऐसे कई एप्लिकेशन जहां लोड हाई टर्मिनल वोल्टेज की मांग करता है ताकि सेम पावर के लिए करंट कम हो और इस तरह i2R नुकसान कम हो जाएगा इसलिए कई एप्लीकेशन में सिस्टम एक हाई टर्मिनल वोल्टेज या DC बस पाने की कोशिश करेगा तो उस स्थिति में बैटरीओं का यह सीरीज कनेक्शन सहायता करता है इसलिए परिणामस्वरूप टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाता है अब यदि सभी बैटरियों में एक ही स्पेक्स है तो VB1 VB2 VBn प्रत्येक बैटरी में एक ही वोल्टेज होगा और हम उसे VB कहेंगे और VT n गुणे VB के बराबर होगा इसलिए यह एक नाइस सिंपल रिलेशनशिप होगा लेकिन यह पिक्चर उतना नाइस और सिंपल नहीं है जितना लगता है भले ही बैटरियों में सेम स्पेक्स हो भले ही वे सेम फैक्ट्री से आने वाले सेम बैच के हों VB1 VB2 के बराबर नहीं होगा VBn के बराबर नहीं होगा वे अलग अलग होंगे उन्हें अलग तरीके से चार्ज किया जाएगा और उनके पास अलग अलग टर्मिनल वोल्टेज होंगे तो ऐसी परिस्थितियों में हम चार्ज का बैलेंस सभी बैटरी को चार्ज देने में बैलेंस कैसे बनाते हैं और जिसके चलते बैटरी की कैपेसिटी में सुधार करते है तो इसलिए प्रैक्टिस में प्रत्येक बैटरी अलग अलग दरों पर चार्ज और डिस्चार्ज करेगी और इसलिए VB1 ≠ VB2 ≠ अन्य बैटरी वोल्टेज हैं और इसलिए इस चार्ज बैलेंसिंग के लिए हमें कुछ चाहिए जहां प्रत्येक बैटरी को आवश्यक मात्रा में चार्ज मिलेगा ताकि वोल्टेज संतुलित और बराबर हो जाए अब यह केवल कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से किया जाना है तो हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और हम इस तरह से बैटरी के एक्रॉस वोल्टेजेस को सेंस करेंगे और हम चार्ज इक्विलाइजेशन सर्किट का निर्माण करेंगे तो इस चार्ज इक्वलाइजेशन सर्किट को सभी बैटरियों के बीच इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहिए कि सभी बैटरियों को बराबर मात्रा में चार्ज मिलें और उनमें से हर एक का बैटरी वोल्टेज समान हो तो यह मुख्य उद्देश्य है तो आइए हम उद्देश्य को रखते हैं सीरीज कनेक्शन में सभी बैटरियों को बराबर से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने का और इसलिए VB1 VB2 VBn VB बनाते हैं और यह चार्ज इक्वलाइजेशन सर्किट मुख्य रूप से एक स्विच्ड मोड DC DC कनवर्टर है और इस चार्ज इक्वलाइजेशन सर्किट का निर्माण कैसे करें हम जल्द ही देखेंगे आइए हम एक सिंपल चार्ज इक्वलाइजेशन सर्किट को देखें तो हमारे पास इस तरह की बैटरीओं का सेट है और प्रत्येक बैटरी के एक्रॉस मैं एक रसिस्टर रखूँगा प्रत्येक बैटरी के एक्रॉस मैं एक रसिस्टर रखूँगा ताकि लोड करंट का लगभग 2 रसिस्टर ब्रांच से फ्लो करें अब यदि मैं सभी रजिस्टेंसेज को R R R बराबर बनाता हूं अगर मैं सभी रजिस्टेंसेज को इस तरह बराबर बनाता हूं तो यह एक रेजिस्टिव एटीयूनेटर ब्रांच बनती है तो यह एक रेजिस्टिव एटीयूटनेर है और इसकी ऐसी एक प्रवृत्ति होती है कि आप स्टेडी स्टेट में लैंड करते हैं यह हर एक रसिस्टर के एक्रॉस इक्वल वोल्टेज वैल्यू की तरफ जाने की कोशिश करेगा हालांकि यह विधि बहुत ही डिसिपेटिव है इसलिए लगभग VB2R देखें कि हर एक रजिस्टेंस औसतन लगभग VB के वोल्टेज को देख रहा है इसलिए VB2R पावर की वह मात्रा है जो प्रत्येक रसिस्टर में डिसिपेट हो जाती है प्रत्येक रसिस्टर में इसलिए यह महत्वपूर्ण नुकसानों में से एक है अन्यथा यह बहुत रोबस्ट है और इसमें लो कंपोनेंट काउंट है और इसलिए बहुत विश्वसनीय है तो अगर यह एक लो पावर सर्किट है तो आप इस विधि का उपयोग कर सकते हैं अन्यथा यदि यह एक हाई पावर सर्किट है तो यह मूल रूप से इस मुद्दे के कारण काम नहीं करेगा आइए अब हम चार्ज पंप आधारित चार्ज इक्वलाइजेशन सर्किट पर चर्चा करते हैं जो फिक्स्ड स्विच्ड मोड DC DC कन्वर्टर्स पर आधारित है और इसलिए सिंपल रजिस्टिव वोल्टेज डिवाइडर के मामले एफिशिएंसी बहुत बेहतर होगी तो मैं सीरीज में n बैटरीज लेने के बजाय सिंपलीसिटी के लिए सीरीज में केवल दो बैटरीज पर विचार कर रहे हैं हम कहते हैं कि सीरीज में कनेक्ट होने के लिए मेरे पास सिर्फ दो बैटरी VB1 और VB2 हैं बाईं ओर बैटरी चार्जर जुड़े हुए हैं जो इन बैटरीज को चार्ज करेंगे या यह सीधे PV मॉड्यूल या PV अरे से जुड़ा हो सकता है जो बैटरी को सीधे चार्ज कर सकता हैं अब हम कहते हैं कि ये दोनों बैटरीज बराबर से चार्ज शेयर नहीं कर रही हैं और इसलिए VB1 VB2 से अलग है लेकिन वास्तव में फाइनली उन्हें VB1 VB2 VB बनना चाहिए अब हम कुछ चार्ज इक्वलाइजेशन सर्किट लगाते हैं पहले मैं VB1 पर विचार करूंगा मैं यहां एक साधारण बक बूस्ट कनवर्टर रखूंगा यह बक बूस्टर कनवर्टर है यह कैसे काम करता है जब यह ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो यह कर्सर को देखते हुए इस प्रकार VB1 से चार्ज हटा देता है जहां यह यह ट्रांजिस्टर ऑन है VB1 से चार्ज को हटा दिया जाता है और उसे इंडक्टर में स्टोर किया जाता है और फिर जब यह स्विच ऑफ़ होता है तो इंडक्टर में स्टोर चार्ज इस प्रकार से प्रवाहित होता है और फिर इसे इसके माध्यम से ऊपर आना है इसलिए हमें यहां एक मार्ग उपलब्ध कराना होगा तो मुझे यहां एक कैपेसिटर एक बफर कैपेसिटर रखने दें मैं इस तरह से यहां एक बफर कैपेसिटर रखने जा रहा हूं और इस सर्किट को इस तरह से पूरा करूंगा तो अब आप देखते हैं कि जब यह यह ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो VB1 से चार्ज लिया जाता है इस अंदाज में इंडक्टर में स्टोर किया जाता है जब यह बंद होता है तो इंडक्टर करंट उसी दिशा में लगातार फ्लो करता रहता है और यह इस प्रकार से फ्लो करेगा इस कैपेसिटेंस को चार्ज करता रहेगा और इसमें फिर इस डायोड के माध्यम से फिर से इंडक्टर में इसलिए जब यह बह रहा है तो देखें कि इंडक्टर दूसरी लोअर बैटरीज से गुजर रहा है और इस रिजर्वॉयर कैपेसिटर से भी इसे रिजर्वॉयर कैपेसिटर कहा जाता है तो इस तरह से चार्ज को बैटरी VB1 से हटाया जा सकता है और इसे VB2 और इस रिजर्वॉयर कैपेसिटर को भी दिया जा सकता है अब मुझे दूसरी बैटरी VB2 पर विचार करने दें और मुझे उसी बक बूस्ट कनवर्टर सर्किट को यहां भी इस अंदाज में रखने दें तो यहाँ ध्यान दें कि जब यह ट्रांजिस्टर ऑन है तो यह ट्रांजिस्टर ऑन कब होगा जब यह खोज पाता है कि VB2 टर्मिनल वोल्टेज 2 से अधिक है तो हमें टर्मिनल वोल्टेज को सेंस करना होगा और अगर VB2 टर्मिनल वोल्टेज 2 से अधिक है तो मुझे पता है कि यह अतिरिक्त चार्ज हो रहा है मैं इस ट्रांजिस्टर को ऑन करूंगा यह इस चार्ज को हटा देगा इसे इंडक्टर में स्टोर कर लेगा तब जब मैं इस ट्रांजिस्टर को बंद कर देता हूं 1 d के दौरान TOFF पीरियड के दौरान इंडक्शन करंट इस तरह से लगातार फ्लो करेगा तो यह यहां जाएगा इस रिजर्वॉयर कैपेसिटर को चार्ज करेगा और फिर वापस आकर सर्किट को पूरा करेगा तो इस तरह से व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक बैटरी में एक चार्ज इक्विलाइजर सर्किट होता है यह एक बक बूस्ट कन्वर्टर की तरह एक DC DC कनवर्टर होता है जहां चार्ज हटाया जा सकता है और दूसरी बैटरी में डाला जा सकता है और लोवर बैटरीओं से चार्ज हटाया जा सकता है और रिजर्वॉयर में डाल दिया जाता है लेकिन जब लोवर बैटरी से चार्ज हटा दिया जाता है तो यह रिजर्वॉयर में जा सकता है इसे अपर बैटरी में कैसे डाला जा सकता है तो हमें एक चार्ज पंप की आवश्यकता है इसलिए रिजर्वॉयर में जो कुछ भी है हम उसे पंप करेंगे और फिर यहां से पास करेंगे तो देखते हैं कि हम इस चार्ज पंप का निर्माण कैसे करेंगे अब यह प्लस और माइनस इस पर ध्यान दें और हम यहां एक बूस्ट कनवर्टर का निर्माण करते हैं तो मेरे पास इस तरह का एक ट्रांजिस्टर और इंडक्टर होगा इसलिए प्लस यह कैपेसिटर प्लस टर्मिनल इस बूस्ट ट्रांजिस्टर से इस इंडक्टर से जुड़ा है और फिर डायोड में जाता है डायोड से टर्मिनल में बैटरी सेट टर्मिनलों में तो मुझे इस डायोड को रखने दीजिए और फिर इसे इस तरह से कनेक्ट करें तो अब आप इस ऑपरेशन को अलग से देखते हैं आइए हम कहते हैं जब इस कैपेसिटर के एक्रॉस वोल्टेज एक पार्टिकुलर वैल्यू से अधिक है तो हम इसे स्विच करेंगे हम इसे स्विच करेंगे यह इस इंडक्टर में यहाँ चार्ज को स्टोर करेगा और यह बंद हो रहा है चार्ज पंप अप हो जाता है बैटरी सेट के प्लस टर्मिनल में और उस तरह से यह फिर से नीचे की ओर से परकॉलेटिंग शुरू करता है इस तरह से स्टेडी स्टेट में बैटरी में चार्ज इक्विलाइज हो जाएगा क्योंकि यह एक क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम में है प्रत्येक बैटरी वोल्टेज को सेंस किया जाता है टर्मिनल वोल्टेज को सेंस किया जाता है और मैं टर्मिनल के संबंध में प्रत्येक बैटरी वोल्टेज की जांच कर रहा हूं इसलिए यदि n बैटरीज हैं तो n द्वारा डिवाइडेड टर्मिनल वोल्टेज प्रत्येक बैटरी का वोल्टेज होना चाहिए यदि बैटरी का वोल्टेज इससे अधिक हो जाता है तो उसे चार्ज हटा दिया जाता है तो यह सरल कांसेप्ट है जो इन ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसलिए जब भी बैटरी वोल्टेज n द्वारा डिवाइडेड टर्मिनल वोल्टेज से अधिक होता है तो यह ट्रांजिस्टर स्विचिंग के लिए इनेबल होता है ऐसा ही प्रत्येक ट्रांजिस्टर के लिए आइए अब देखते हैं कि हम इन तीन BJT के लिए बेस ड्राइव सिग्नल कैसे देंगे इसलिए हमेशा नोट करें कि जहां भी मैं BJTs का उपयोग करता हूं आप हमेशा MOSFETs या IGBTs का उपयोग कर सकते हैं अब हम इसे टर्मिनल वोल्टेज के रूप में कहेंगे VT और VT को 1n के माध्यम से फिर से पास किया जाता है जिससे एक आउटपुट प्रदान किया जा सके जो कि VT n है इसलिए जहां n सीरीज में जोड़ी गई बैटरीओ की संख्या है तो इस मामले में n दो है सीरीज में दो बैटरीज जुड़ी है तो VT 12 से गुजरता है और आउटपुट VT 2 होगा अब इसकी एक कंपैरेटर के साथ तुलना की जाती है तो हम कहते हैं इनपुट्स में से एक VB1 है जोकि टर्मिनल से जुड़ा है VT n VT 2 यहां टर्मिनल से जुड़ा है अब आउटपुट अच्छा मैं दूसरी बैटरी के लिए भी कनेक्ट करूंगा तो हम कहें VB2 और VBn तो दोनों एक ही प्रकार से जुड़े हुए हैं VTn इस मामले में VT2 1 कंपैरेटर के -टर्मिनल से अन्य कंपैरेटर के -टर्मिनल से भी टर्मिनल VB1 बैटरी सेंस वोल्टेज से जुड़ा है तो आपको एक बैटरी वोल्टेज सेंसर की जरूरत है और फिर Vb2 बैटरी सेंसड वोल्टेज टर्मिनल को दिया जाता है आप डिफरेंशियल एम्पलीफायरों का उपयोग कर सकते हैं और फिर क्रमशः VB2 और VB1 प्राप्त कर सकते हैं और कंपैरेटर का आउटपुट 2 एंड गेट्स को दिया जाता है तो कंपैरेटर 1 एंड गेट के टर्मिनलों में से एक को दिया जाता है कंपैरेटर 2 को दूसरे एंड गेट के टर्मिनलों में से एक को दिया जाता है और क्लॉक दूसरे टर्मिनल के लिए दी गई है तो यह एंड गेट एक गेटिंग ब्लॉक की तरह काम कर रहा है तो इस क्लॉक से एक खास ड्यूटी साइकिल के लिए इस तरह से लगातार पल्सेस जनरेट की जा रही है तो यह कैसे ऑपरेट होता है जब VB1 VTn या VT2 इस मामले में तो यह हाई हो जाता है इसलिए जब यह हाई होता है तो यह इनपुट इनेबल होता है क्लॉक इससे गुजरती है और उसे ट्रांजिस्टर को दिया जाता है तो इस ट्रांजिस्टर को इस फ्रीक्वेंसी पर क्लॉक किया जाएगा और यह कंपैरेटर एक गेटिंग या इनेबलिंग सिग्नल के रूप में कार्य करता है अब जब यह कम होता है भले ही क्लॉक मौजूद हो यह कम हो रहा है और यह तेजी से बंद हो जाएगा जब भी बैटरी वोल्टेज VTn से कम होता है इसी तरह बैटरी 2 के लिए भी जब भी बैटरी 2 VTn से अधिक हो जाती है वह इस एंड गेट को इनेबल करती है और वह स्विचिंग पल्सेस को भी इनेबल करेगी इस ट्रांजिस्टर से पास करने के लिए अब इस रिजर्वॉयर कैपेसिटर और बूस्ट चार्ज पंप के लिए मैं इसे एक CR और इसे इस दिशा में मापा गया वोल्टेज VCR के रूप में कहूंगा तो मैं इस तरह से एक कंपैरेटर माइनस और प्लस का उपयोग करूंगा जहां माइनस के लिए मैं VCRSet VCR के लिए एक सेट वैल्यू का उपयोग करूंगा एक रेफरेंस वैल्यू जो उस वोल्टेज से कुछ ज्यादा है जिस पर मैं चार्ज को पंप करना चाहता हूं और यह डिफरेंशियल एम्पलीफायरों से प्राप्त VCR के एक्रॉस वोल्टेज की मेजर की गई वैल्यू है और इसे एक गेटिंग के माध्यम से पास किया जाएगा एक AND गेट के माध्यम से एक गेटिंग सिग्नल के रूप में और क्लॉक को एक AND गेट के अन्य इनपुट के माध्यम से पास किया जाता है और AND गेट का आउटपुट इस BJT को दिया जाता है इस प्रकार इस BJT की स्विचिंग करने और चार्ज पंप के रूप में कार्य करने में दिया गया है तो इस तरह से यह चार्ज पंप आधारित इक्विलाइजेशन सर्किट ऑपरेट होता है आप सीरीज में कितनी भी संख्या में बैटरी को एक ही सर्किट से डुप्लिकेट होने के साथ जोड़ सकते हैं तो यह विशेष रूप से बहुत हाई पावर लेवल्स के लिए चार्ज बैलेंसिंग करने का एक बहुत ही कुशल तरीका है